तो कल की कक्षा में हमने रेजिस्टेंस इंडक्टैंस और कपसिटंस के बारे में चर्चा की और हमने उन परिपथों की प्रतिक्रिया देखी जब वे श्रेणी समानांतर संयोजन में जुड़े हुए हैं इसलिए आज हम वोल्टेज और करंट के संबंध में विशेष रूप से कैपेसिटर और प्रारंभ करनेवाला फेसर संबंध देखेंगे तो इंडक्टर के लिए मान लें कि धारा 𝑖cos𝜔𝑡∅ है आइए हम इंडक्टर में वोल्टेज और करंट के संबंध में फेजर के प्रदर्शन को देखते हैं मान लें कि इंडक्टर में करंट 𝑖cos𝜔𝑡∅ है जैसा कि हम जानते हैं कि इंडक्टर में वोल्टेज को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है 𝑣𝐿𝑑𝑖𝑑𝑡 इस मामले में वोल्टेज होगा यदि आप धारा i को अवकलन करते हैं तो समय के सापेक्ष आपको 𝑣𝐿𝑑𝑖𝑑𝑡−𝜔𝐿sin𝜔𝑡∅ मिलेगा अब हमने कुछ व्याख्यानों में चर्चा की है कि यदि आपके पास sin theta का माइनस है तो आप कॉस के रूप में cos theta plus 90 degree प्रस्तुत कर सकते हैं इसलिए हमने यहाँ प्रयोग किया है और हमने sin को cos में बदल दिया है और अब हम इसे 𝑣𝜔𝐿cos𝜔𝑡∅90 के रूप में लिख सकते हैं तो अब आप फेज़र शब्दों में वोल्टेज को कैसे दर्शाएंगे यह पद 𝜔𝐿𝐼𝑚 नियत है तब cos𝜔𝑡∅90 को यूलर रूप में दर्शाया जा सकता है तो यह 𝑽 के रूप में लिखा जा सकता है अब यदि आप इस पद को देखते हैं तो आप क्या लिखेंगे जैसा कि आप जानते हैं कि cos∅jsin∅ इसलिए ∅ के बजाय यदि आप 90 डिग्री लिखते हैं तो 𝑐𝑜𝑠90𝑗𝑠𝑖𝑛90𝑗 हो जाएगा क्योंकि cos 90 शून्य होगा तो यह पद 𝑗𝜔𝐿 के रूप में सरल किया जा सकता है अब यदि आप इस विशेष पद को देखते हैं तो यह धारा के फेज़र रिप्रजेंटेशन के अलावा और कुछ नहीं है आप बोल्ड में 𝑰 लिख सकते हैं जो दिखाता है कि यह धारा का फेज़र रिप्रजेंटेशन है तो आप वोल्टेज फेज़र के रूप में सरल कर सकते हैं 𝑽𝑗𝜔𝐿𝑰 अब 𝑗𝜔𝐿 क्या है यह शब्द मूल रूप से इंडक्टिव रिअक्टैंस है तो सरल में हम इसे 𝑋𝐿 की तरह दर्शाते हैं यदि आप ओम के नियम से संबंध रखते हैं तो आप देखेंगे कि वोल्टेज को 𝑣𝑖𝑅 के रूप में दर्शाया गया है इसलिए यदि आप इस विशेष समीकरण के साथ ओम के नियम का संबंध रखते हैं तो आप आसानी से कह सकते हैं कि यह एक ऐसी चीज है जो प्रवाह का विरोध करती है और इसीलिए इसे इंडक्टैंस के मामले में इंडक्टिव रिअक्टैंस कहा जाता है अब यदि आप प्लेन पर करंट और वोल्टेज फेजर को प्लॉट करते हैं तो x अक्ष में आपके पास वास्तविक मूल्य होगा और y अक्ष आपके पास काल्पनिक मूल्य होगा और यदि आप धारा प्लॉट करते हैं तो यह फेजर एक विशेष दिशा में वास्तविक अक्ष से ∅ कोण बनाते होगा हैं तो यह धारा I का फेजर होगा यदि आप वोल्टेज फेजर को देखते हैं यदि आप समीकरण देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि वोल्टेज धारा से 90 डिग्री आगे है तो वोल्टेज फेजर धारा से 90 डिग्री आगे होता है जो धारा के संबंध में होता है और इसका कुछ मूल्य होता है मान 𝜔𝐿 होगा तो वही है जो हमने वोल्टेज के लिए प्राप्त किया है यहां मूल्य अलग होगा लेकिन धारा वोल्टेज के संबंध में पीछे होगी यदि आप फेजर चित्र को देखते हैं तो यह स्पष्ट है कि वोल्टेज कोण वास्तविक अक्ष के संबंध में ∅90 है और यह धारा के संबंध में 90 डिग्री आगे है अब संधारित्र के बारे में बात करते हैं मान लें कि संधारित्र में वोल्टेज 𝑣cos𝜔𝑡∅ के रूप में दिया गया है फिर आप करंट की गणना कैसे करेंगे आप 𝑖𝐶𝑑𝑣𝑑𝑡 समीकरण का उपयोग करेंगे इसका मतलब है कि आपको वोल्टेज टर्म का अवकलन करना होगा और आपको 𝑖𝐶𝑑𝑣𝑑𝑡−𝜔𝐶sin𝜔𝑡∅ मिलेगा अब जैसा कि हमने इंडक्टर के मामले में किया था हम इसे सकारात्मक बनाने के लिए sin टर्म को 90 डिग्री पर cos और V से बदल सकते हैं क्योंकि नकारात्मक चिन्ह 𝑖𝜔𝐶cos𝜔𝑡∅90 के रूप में हटा दिया जाएगा धारा के फेज़र को यूलर रूप में 𝑰𝜔𝐶𝜔𝐶𝑗𝜔𝐶𝑗𝜔𝐶𝑽 के रूप में दर्शाया जा सकता है तो अब अगर आप वोल्टेज 𝑽𝑰𝑗𝜔𝐶 लिखते हैं 1𝑗𝜔𝐶 शब्द फिर से वैसा ही है जैसा हमने प्रतिरोध के मामले में देखा था या प्रतिरोध के मामले में हमने जो देखा था तो प्रतिरोध के मामले में भी शब्द 𝑣𝑖𝑅 था यदि आप इसे सहसंबंधित करते हैं तो आपके पास प्रवाह का विरोध करने का गुण भी होगा इसे Xc के रूप में लिखा जा सकता है जिसे कैपेसिटिव रिअक्टैंस के रूप में प्रतीकित किया गया है तो आप देख सकते हैं कि दोनों शर्तें ओहम के कानून के मामले में हमारे वर्णन के समान हैं यहां यदि आप x अक्ष पर वास्तविक अक्ष और y अक्ष पर काल्पनिक के साथ वोल्टेज और धारा को चित्रित करते हैं यदि आप वोल्टेज V को चित्रित करते हैं जिसमें वास्तविक अक्ष के संबंध में कुछ फेज़ कोण Phi होगा फिर यदि आप इस विशेष अभिव्यक्ति को देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि धारा I 90 डिग्री वोल्टेज के संबंध में अग्रणी है तो हम क्या कह सकते हैं कि इस मामले में धारा 90 डिग्री वोल्टेज से अग्रणी है फिर दोनों मामले चाहे वह इंडक्टर और कपैसिटर वोल्टेज हो और धारा चरण 90 डिग्री से फेज़ बाहर हो इसलिए जब आप रजिस्टर के साथ तुलना करते हैं जहां वोल्टेज और धारा दोनों फेज़ में हैं इस मामले में इंडक्टर और कपैसिटर दोनों फेज़ से बाहर होंगे इंडक्टर के मामले में वोल्टेज के संबंध में 90 डिग्री से पीछे होगा जबकि कपैसिटर के मामले में धारा वोल्टेज के संबंध में 90 डिग्री से आगे होगा अब हम एक उदाहरण लेते हैं ताकि आप फेजर शब्द को बेहतर ढंग से समझ सकें हम देखते हैं कि वोल्टेज माना वोल्टेज 𝑣𝑡12cos60𝑡45° 01H के इंडक्टर पर लगाया जाता है आपको इंडक्टर के माध्यम से स्थिर स्थिति को खोजने के लिए कहा जाता है हम उस पद का उपयोग करेंगे जो हमने अभी प्राप्त किया है जो 𝑰𝑽𝑗𝜔𝐿 है अब वोल्टेज फेज़र आप यहाँ से ले सकते हैं तो 𝜔 60 है जिसे आप यहाँ से देख सकते हैं जो कि 01H के इंडक्टर के मान से गुणा है इसलिए 𝑰𝑽𝑗𝜔𝐿12∠45𝑗60∗0112∠456∠902∠−45A इसलिए यहां यदि आप कोण 90 डिग्री के साथ j गुणा करते हैं तो आप एक कोण के रूप में 6 कोण 90 डिग्री प्राप्त करेंगे और जब आप सरल करते हैं तो 12 2 हो जायेगा जब आप इसे 6 से विभाजित करते है और फिर 45 minus 90 डिग्री फेज़ होगा कोण जो कि minus 45 डिग्री एम्पीयर है तो यह धारा मूल्य होगा जो हमें इंडक्टर से मिलता है और यदि आपको समय डोमेन में लिखने के लिए कहा जाता है तो आप बस लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि धारा को 𝑖cos𝜔𝑡∅ समय डोमेन में दर्शा सकते है यहाँ कुछ और नहीं बल्कि 2 है जिसकी हमने गणना की है फिर कॉस ओमेगा टी यहां पर 60t के अलावा कुछ भी नहीं है और फिर Phi minus 45 डिग्री एम्पीयर है 𝑖𝑡2cos60𝑡−45 अब हम तात्कालिक शक्ति के बारे में बात करते हैं तात्कालिक शक्ति किसी तत्व द्वारा उपभोग किए गए किसी भी समय पर किसी भी वोल्टेज या धारा स्रोत द्वारा आपूर्ति की जाने वाली शक्ति है तो किसी भी तत्व द्वारा अवशोषित तात्कालिक शक्ति 𝑝𝑡 तात्कालिक वोल्टेज 𝑣 𝑡 और तात्कालिक धारा 𝑖𝑡 का गुणा है जो इसके माध्यम से बह रहा है तो गणितीय शब्दों में हम क्या लिख सकते हैं हम 𝑝𝑡𝑣𝑡𝑖𝑡 लिख सकते हैं दोनों समय डोमेन में हैं तो शक्ति के मूल्य की गणना कैसे होगी मान लें कि हमारे पास वोल्टेज 𝑣𝑡cos𝜔𝑡𝜃𝑣 और 𝑖𝑡cos𝜔𝑡𝜃𝑖 है अब यहाँ और एम्पलीट्यूड हैं और 𝜃𝑣 और 𝜃i क्रमशः वोल्टेज और करंट के लिए फेज़ कोण हैं अब यदि आप इन मानों को समीकरण 𝑝𝑡𝑣𝑡𝑖𝑡cos𝜔𝑡𝜃𝑣cos𝜔𝑡𝜃𝑖 में रखते हैं अब यदि आप कुछ सरल त्रिकोणमितीय ऑपरेशन करते हैं तो आपको 𝑝𝑡12cos𝜃𝑣−𝜃𝑖12cos2𝜔𝑡𝜃𝑣𝜃𝑖 मिलेगा अब मान लेते हैं कि यह कोण A है और यह कोण B है इसलिए यदि आप पिछले व्याख्यानों को याद करते हैं तो हम चर्चा करते हैं कि हम cos A minus B और कुछ नहीं बल्कि cos A cos B plus sin A sin B इसी प्रकार cos A plus B कुछ भी नहीं है लेकिन cos A cos B minus sin A sin B इसलिए यदि आप इन दो समीकरणों को जोड़ते हैं तो आपको क्या मिलेगा 2cos A cos B कुछ और नहीं बल्कि cos A minus B plus Cos A plus B है तो अब अगर आप इस समीकरण को cos A cos B के शब्द से जोड़कर देखते हैं क्योंकि A 𝜔𝑡𝜃𝑣 मान लिया है और B 𝜔𝑡𝜃i हमने मान लिया है इसलिए अब यदि आप A और B के शब्द को परस्पर जोड़ते और प्रतिस्थापित करते हैं तो आपको समीकरण 𝑝𝑡12cos𝜃𝑣−𝜃𝑖12cos2𝜔𝑡𝜃𝑣𝜃𝑖 मिलेगा तो इस तरह हम दो पदों के योग के रूप में तात्कालिक शक्ति को दर्शा सकते हैं अब यदि आप इन दो पदों को ध्यान से देखें तो पहला पद स्थिर है क्योंकि इस विशेष अवधि में कोई समय निर्भर भाग उपलब्ध नहीं है जबकि यदि आप दूसरे भाग को देखते हैं तो इसके पास साइनसॉइडल भाग होता है जिसमें वोल्टेज या करंट की आवृत्ति की दुगुनी आवृत्ति होती है तो ये दोनों शब्द तात्कालिक शक्ति को परिभाषित करते हैं अब यदि आप इस पद को देखते हैं तो आप कह सकते हैं कि तात्कालिक शक्ति समय के साथ बदलती है इसलिए इसे मापना मुश्किल होगा तो हम सामान्य रूप से क्या मापते हैं हम सामान्य रूप से मापते हैं औसत शक्ति क्योंकि यह मापने के लिए अधिक सुविधाजनक है और वास्तव में यदि आप वाटमीटर को देखते हैं तो यह औसत शक्ति और फिर तात्कालिक शक्ति को मापता है तो आइए देखें कि हम पिछले समीकरण से औसत शक्ति की गणना कैसे करेंगे जो हमने प्राप्त की है तो औसत शक्ति जिसे हम वाट में दर्शा सकते हैं वह एक विशेष समय अवधि में तात्कालिक शक्ति का औसत होगा तो आप इसे गणितीय रूप से कैसे प्रस्तुत करेंगे आप कहेंगे कि औसत पावर 𝑃1𝑇 है इसलिए हम उसी पद का उपयोग करेंगे जिसे हमने 𝑝𝑡 से पहले लिया था हम लिख सकते हैं औसत शक्ति और कुछ नहीं बल्कि 𝑃1𝑇12cos𝜃𝑣−𝜃𝑖1𝑇12cos2𝜔𝑡𝜃𝑣𝜃𝑖 है अब आपको इन दो पदों का समाकलन करने के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है इन दो पदों को देखते हुए आप पहचान सकते हैं कि औसत शक्ति का मूल्य क्या होगा कैसे आइए हम पहला पद देखें पहला पद वैसे भी स्थिर है इसलिए स्थिर का औसत हमेशा स्थिर रहेगा इसलिए यह पद समाकलन के बाद भी वैसा ही रहेगा लेकिन यदि आप दूसरा पद देखते हैं तो दूसरा पद साइनसॉइड है और जैसा कि हम जानते हैं कि एक समय अवधि में साइनसॉइड का औसत शून्य है कैसे आओ हम देखते हैं अगर आप किसी विशेष साइनसॉइड को देखते हैं सकारात्मक पक्ष के तहत आने वाला क्षेत्रफल x अक्ष के नीचे के क्षेत्रफल के बराबर होगा इसलिए यदि आप किसी विशेष समय अवधि T में औसत लेते हैं तो धनात्मक ऋणात्मक को रद्द कर देता है इसलिए अंततः एक समय अवधि T में इस साइनसॉइड का औसत शून्य रहेगा तो हम कह सकते हैं कि किसी विशेष समय अवधि में साइनसॉइड का औसत शून्य है दूसरा पद शून्य हो जाएगा और आखिरकार हमने जो छोड़ा है वह 𝑃1𝑇12cos𝜃𝑣−𝜃𝑖 है इसलिए हम कह सकते हैं कि औसत शक्ति 𝑃12cos𝜃𝑣−𝜃𝑖 है यह कुछ और नहीं बल्कि स्थिर मान है जो तात्कालिक शक्ति से बचा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि औसत पावर P कुछ नहीं है लेकिन स्थिर मान जो हमें तात्कालिक शक्ति से मिला है अब यदि आप उस विशेष अभिव्यक्ति को देख रहे हैं जो कि औसत शक्ति 𝑃12cos𝜃𝑣−𝜃𝑖 है यदि आप मान 𝜃𝑣 𝜃𝑣 रखते हैं तो इसका मतलब है कि वोल्टेज और करंट दोनों फेज़ में हैं इसलिए यदि वोल्टेज और करंट दोनों फेज़ में हैं तो इसका मतलब है कि सर्किट विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है अब यदि सर्किट शुद्ध रूप से प्रतिरोधक है तो औसत शक्ति 𝑃12 द्वारा दी जा सकती है क्योंकि cos𝜃𝑣−𝜃𝑖 एक है और हम प्रतिरोधक तत्व के पार बस औसत शक्ति लिख सकते हैं 𝑃1212𝑅 प्रतिरोधक लोड के मामले में आप कह सकते हैं कि सर्किट हमेशा शक्ति को अवशोषित करेगा दूसरे मामले में जब मान लें कि 𝜃𝑣−𝜃𝑖±90° है तो यह सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है इसका मतलब है कि सर्किट विशुद्ध रूप से रिएक्टिव है इसका मतलब है कि सर्किट में केवल कपैसिटर या इंडक्टर तत्व हैं उस स्थिति में औसत शक्ति का क्या होगा औसत शक्ति 𝑃12𝑉𝑚𝐼𝑚cos900 होगी तो इस मामले में आप क्या कह सकते हैं कि विशुद्ध रूप से रिएक्टिव सर्किट के मामले में सर्किट किसी भी औसत शक्ति को अवशोषित नहीं करेगा इस विशेष औसत शक्ति गणना के लिए ये दो महत्वपूर्ण सीमाएं हैं जहां आप प्रदर्शित कर सकते हैं कि एक विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक के लिए है और दूसरा विशुद्ध रूप से रिएक्टिव के लिए है अब हम एक उदाहरण लेते हैं ताकि आप समझ सकें कि हमने अब तक क्या चर्चा की अब यदि आपको एक पैसिव लीनियर सर्किट द्वारा अवशोषित तात्कालिक और औसत शक्ति को निकालने के लिए कहा जाता है और यदि यह कुछ वोल्टेज 𝑣𝑡120cos377𝑡45° से उत्तेजित होता है तत्व में धारा 𝑣𝑡120cos377𝑡45° एम्पीयर है तो वोल्टेज और धारा दोनों दिए गए हैं हमें क्या करना है हमें तात्कालिक के साथ साथ औसत शक्ति का मूल्य भी पता लगाना होगा तो तात्कालिक वोल्टेज और धारा के गुणन के रूप में तात्कालिक शक्ति p दी जा सकती है तो यहाँ आप केवल V और I का मान रख सकते हैं आपको क्या मिलेगा 𝑝𝑡𝑣𝑖1200cos377𝑡45°cos377𝑡−10° आप कह सकते हैं कि यह A है और यह B है आप cos A cos B मान का उपयोग कर सकते हैं जो कि 1 by 2 cos A plus B plus cos A minus B के सिवाय कुछ भी नहीं है जब आप सरल करते हैं तो आपको क्या तुम्हे मिलेगा 600cos754𝑡35°cos55° 3442600cos754𝑡35° आपके पास एक औसत पद और एक साइनुसाइडल परिवर्तित पद है यहां यह मूल आवृत्ति का दोगुना होगा तो आपको तात्कालिक शक्ति के लिए एक स्थिर पद प्लस एक साइनुसाइडल परिवर्तित पद मिला अब आप औसत शक्ति की गणना कैसे करेंगे औसत शक्ति की गणना के लिए हमें पता चला कि तात्कालिक शक्ति से जो स्थिर पद हमें प्राप्त होता है वह कुल औसत शक्ति के अलावा और कुछ नहीं है तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि औसत शक्ति 3442 वाट है लेकिन आप कैसे सत्यापित करेंगे कि यह सही है या नहीं आइए हम समीकरण के साथ औसत शक्ति की गणना करें जो हमने अभी औसत शक्ति के लिए व्युत्पन्न की है जो 𝑃12cos𝜃𝑣−𝜃𝑖12∗120∗10∗𝑐𝑜𝑠45−−103442 है यदि आप फिर से सरलीकरण करते हैं तो हमें वही मूल्य मिलेगा जो हमने तात्कालिक शक्ति गणना में देखा था हम कह सकते हैं कि औसत शक्ति जिसे हम सूत्र से गणना करते हैं या औसत शक्ति जिसे हम तात्कालिक शक्ति के स्थिर मान से गणना करते हैं इसका उपयोग करके आप मान को सत्यापित कर सकते हैं तो इसके साथ हम अपने आज की कक्षा को समाप्त करते हैं और अगली कक्षा में हम RMS मूल्यों नामक सबसे महत्वपूर्ण शब्द में से एक के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि जब भी आप विद्युत सर्किट का विश्लेषण करते हैं तो आपको हमेशा Vm और Im RMS मान के रूप में मिलेगा क्योंकि वास्तविक परिदृश्य में आपको समीकरण में दिए गए या कुछ प्रयोग में परिभाषित किए गए अनुसार अधिकतम मूल्य कभी नहीं मिलेंगे आप हमेशा RMS मूल्य का सामना करेंगे हम देखेंगे कि अधिकतम मान और साइनसॉइडल पद की सहायता से हम RMS मूल्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं उदाहरण के लिए यदि आप यहां देखते हैं तो आपको हमेशा वोल्टेज का अधिकतम मूल्य मिलेगा और आपको हमेशा धारा का अधिकतम मूल्य मिलेगा लेकिन मान लीजिए अगर आपको RMS मान का पता लगाने के लिए कहा जाए तो आप कैसे पाएंगे हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे और फिर हम मेष और नोडल विश्लेषण पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे